इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और बाउंड चार्जेस I हमने विभिन्न इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थितियों के बारे में बात की है इस प्रकार हमने कंडक्टर तथा फ्री स्पेस के लिए फील्ड और पोटेंशियल इस चर्चा की अब हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वह एक अन्य प्रकार का मटेरियल डाइलेक्ट्रिक्स है और वह फील्ड को कैसे प्रभावित करते हैं आदि आदि विशेष रूप से हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स हैं यह समझने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक्स कैसे व्यवहार करता है हम पहले पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे वह इसलिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन प्राप्त करके फील्ड वगैरह को प्रभावित करते हैं तो हम बाउंड चार्ज के संदर्भ में पोलराइजेशन की व्याख्या कर सकते हैं आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाले फील्ड के बारे में है इसलिए हम पोलराइजेशन को बाउंड चार्ज में बदलेंगे और फिर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलराइजेशन माध्यम को गणित के रूप में विकसित करेंगे और इसे भौतिक रूप से भी देखने का प्रयास करेंगे तो आइए पहले समझते हैं कि पोलराइजेशन का क्या अर्थ है पोलराइजेशन से हमारा मतलब है डायपोल मोमेंट प्रति यूनिट वॉल्यूम से है आइए इसे समझते हैं तो अगर मेरे पास एक ठोस मेटेरियल है और अब मैं इसके अंदर एक इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम dV लेता हूं और यदि इसके अंदर डायपोल मोमेंट है तो हम इसे इन्फिनिटेसिमल डायपोल मोमेंट कहेंगे जो dpPdV द्वारा दिया जाएगा यहां पर P पोलराइजेशन अथवा पोलराइजेशन डेंसिटी कहलाती है चार्ज डेंसिटी के साथ समानता देखते हैं यदि मेरे पास एक छोटा आयतन है तो इस आयतन में इन्फिनिटेसिमल चार्ज rdVके अलावा और कुछ नहीं है अर्थात dqrdV उसी तरह मेरे पास पोलराइजेशन डेंसिटी P है इसलिए जैसे चार्ज डेंसिटी स्पेस में छोटे छोटे चार्जेस अथवा चार्ज डिसटीब्यूशन से बना होता है में एक छोटे चार्ज स्पेस में वितरित किया जाता है पासपोलराइजेशन डेंसिटी में स्पेस में वितरित छोटे बिंदु डायपोल होते हैं जो आपस में बहुत करीब करीब होते हैं मुझे ब्लैक लायंस को हटाने दें ताकि वे हमें परेशान न करें और अगर मैं मैक्रोस्कोपिक रूप से बहुत छोटा आयतन लेता हूं तो यह एक कंटीन्यूअस डिसटीब्यूशन की तरह है जैसे मैक्रोस्कोपिक रूप से छोटे आयतन में चार्ज डेंसिटीभी कंटीन्यूअस डिसटीब्यूशन प्रकार का होता है हालांकि अगर मैं माइक्रोस्कोपिक स्केल पर जाता हूं उदाहरण के लिए अगर मैं बहुत छोटे स्केल पर चार्ज डेंसिटी में जाता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग दिखाई देते हैं और वे कंटीन्यूअस नहीं होते हैं यदि मैं बहुत छोटे स्केल पर जाता हूं तो वे निरंतर नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ समय के लिए हम चार्ज डेंसिटी की भांति पोलराइजेशन डेंसिटी को कंटीन्यूअस डिसटीब्यूशन मानकर चलेंगे अब हम यह समझना चाहते हैं कि यह किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल को उत्पन्न करता है याद करें कि मूल बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट डायपोल के लिए r दूरी पर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल जबकि यह वेक्टर r r बन जाता है Vr14π0pr rr r3 द्वारा दिया जाता है यह एक असाइनमेंट समस्या है जो मैंने आपको पहले दी है हमने एक व्याख्यान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना की थी एक पॉइंट डायपोल के कारण पोटेंशियल की गणना करना बहुत आसान है और जिसे मैंने एक असाइनमेंट समस्या के रूप में दिया था Vr14π0pr rr r3 तो अब अगर मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इस स्माल वॉल्यूम को लेते हैं और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इसका डायपोल मोमेंट dp rपर पोलराइजेशन डेंसिटी Pr जो कि एक वेक्टर है के साथ dVद्वारा दिया जाएगा इसके कारण इन्फिनिटेसिमल पोटेंशियल dV dV14π0PrdVr rr r3 जो बराबर होगा dV14π0Prr rr r3dV और इसलिए पूरे स्पेस में इस वितरण के कारण r पर कुल पोटेंशियल Vr 14π0Prr rr r3dV के बराबर होने जा रहा है पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में ध्यान देने योग्य कि इसका डायमेंशन क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी और कुछ नहीं बल्कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है तो यह CLL3 अर्थात CL2या कूलंब प्रति मीटर स्क्वेयर है यही पोलराइजेशन डेंसिटी है Vr14π0pr rr r3 dpPrdV dVr14π0PrdVr rr r314π0Prr rr r3dV Vr14π0Prr rr r3dV तो यह वह पोटेंशियल है जो इससे उत्पन्न होता है लेकिन हम इसकी चार्ज के संदर्भ में और व्याख्या करना चाहते हैं आइए देखें हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं एक आयताकार बॉक्स की कल्पना करें जिसमें हर जगह नियत पोलराइजेशन डेंसिटी हो अब हमने जो देखा है वह यह है कि पोलराइजेशन डेंसिटी इस तरह के छोटे पॉइंट डायपोल से उत्पन्न होता है और यदि मैं एक डायपोल को देखता हूं तो इसका बाईं ओर नेगेटिव चार्ज और दाईं ओर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए आप देख सकते हैं कि अंदर के चार्ज कैंसिल होने वाले हैं और अंत में दाईं ओर कुछ पॉजिटिव चार्ज और बाईं ओर कुछ नेगेटिव चार्ज बचते हैं यदि यह एक नियत पोलराइजेशन डेंसिटी है आइए हम एक ऐसी स्थिति को भी देखें जहां डेंसिटी में बदलाव होता है तो आइए देखते हैं कि इस स्थिति में ये हो सकता है कि एरो बड़े हो रहे हैं और इसलिए डेंसिटी में बदलाव हो रहा है या चार्ज बड़ा होता जा रहा है तो मान लें कि यह q और यह q है उसी दूरी के लिए आगे मेरे पास थोड़ा बड़ा चार्ज Q और यह Q है जब मैं माइक्रोस्कोप वॉल्यूम को देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ज कैंसिल नहीं होते हैं इसलिए यदि पोलराइजेशन डेंसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है तो यह एक बल्क चार्ज को भी जन्म देता है इसलिए हमने भौतिक रूप से देखा है कि पोलराइजेशन डेंसिटी एक सरफेस चार्ज और एक बल्क चार्ज के समतुल्य है वे गणितीय रूप से कैसे उत्पन्न होते हैं हम आगे देखेंगे